Solution to PP 22 बायोरिएक्टर पर एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स के व्याख्यान क्रमांक 8 पर आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने एंजाइम अवरोधक से संबंधित समस्या को देखा था तीन प्रकार के अवरोधक प्रतिस्पर्धी गैर प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी अवरोधक होते है सभी एंजाइम अवरोधक की क्रियाएँ भिन्न होती है प्रतिस्पर्धी अवरोध में अवरोधक एंजाइम से बंधित होता है गैर प्रतिस्पर्धी अवरोध में अवरोधक एंजाइम क्रियाधार युग्म से जुड़ता है अप्रतिस्पर्धी अवरोध में अवरोधक दोनों एंजाइम और एंजाइम क्रियाधार युग्म से बंध निर्माण करता है एंजाइम अवरोधन को थोड़ा बेहतर रूप से समझने के लिए सन्दर्भ स्लाइड समय 0117 में दी गयी समस्या को हल करते है अभ्यास समस्या 22 सामान्य रूप से एंजाइम को क्रियाधार S और उत्पाद P में रूपांतरित करने में माइकलिस मेन्टेन व्यवहार को प्रदर्शित करता है यह निम्नलिखित डेटा देता है कारक Vm और Km सन्दर्भ स्लाइड समय 0117 में सारणीबद्ध है क्या आवश्यक है और क्या जानते है या क्या दिया गया है के सन्दर्भ प्रश्न देखते है संदर्भ स्लाइड समय 0155 स्लाइड समय 0155 के सन्दर्भ में क्या ज्ञात करना है अवरोधन का प्रकार और अवरोधक स्थिरांक kI ज्ञात करना है क्या दिया गया है विभिन्न अवरोधक सांद्रता में माइकलिस मेन्टेन कारक Vm और Km आंकड़ेबद्ध हैं संदर्भ स्लाइड समय 0217 विभिन्न प्रकार के अवरोध के लिए I के साथ Vm और Km भिन्न रूप से बदलते हैं अतः प्रतिस्पर्धी अवरोधक के लिए Km परिवर्तित हो जाता है

गैर प्रतिस्पर्धी अवरोधक के लिए Km परिवर्तित हो जाता है अप्रतिस्पर्धी अवरोधक के लिए Vm और Km दोनों परिवर्तित हो जाता है सन्दर्भ स्लाइड समय 0217 प्रतिस्पर्धी अवरोधक के मामले में Vm में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि Km बदलता है गैर प्रतिस्पर्धी अवरोधक अप्रतिस्पर्धी अवरोधक में Vm और Km दोनों बदलते हैं इसलिए हमें यह ज्ञात करने की आवश्यकता है कि यहां क्या क्या परिवर्तन होता हैं संदर्भ स्लाइड समय 0322 आंकड़ो का निरिक्षण यह बताता है कि Vm I साथ नहीं बदलता है लेकिन Km बदलता है जैसे अवरोधक सांद्रता परिवर्तित हो रही है 0 05 1 5 और 10 Vmax 033 पर ही रहता है और Km बदल गया है यहाँ स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धी अवरोध है जिसके वजह से आंकड़ो की सीधी रेखा दर्शित है यह किस तरह की प्रतिस्पर्धा है प्रतिस्पर्धी अवरोध के लिए Km लेते है KmKm1IKI KmKmKII Km Km को y mx c के रूप में लिखा गया है जब हम आंकड़ो के समूह के साथ काम करते है तब हम गणना के लिए आंकड़ो के समूह का उपयोग करते है क्यूंकि यदि हम केवल आंकड़ों के एक बिंदु को लेते है तो आंकड़ो के संकलन की त्रुटि सीधे गणना में स्थानांतरित होकर संभवत आवर्धित हो सकती है y mx c में Km y है I x है ढलान Km KI है और अवरोध Km है हमारे पास Vm और Km के आंकड़े अलग अलग I के साथ है इसलिए I एक स्वतन्त्र x निर्देशांक है ग्राफ के मध्यम से Km' से KI और अवरोध से Km प्राप्त कर सकते हैं यदि I के अनुसार रेखांकित करें तो ढलान Km KI के रूप में मिलेगा और इस प्रकार KI ज्ञात कर सकते हैं

Km बनाम I के ग्राफ से समीकरण y 0012x 012 प्राप्त होता है y इस स्थिति में Km और x I है Km' 0012 I 012 अवरोध Km 012 समीकरण से ∴slope KmKI0012 Km0012 KI 012001210mM इन्हीबीटर कांस्टेंट